इस पाठ्यक्रम के ग्यारहवें व्याख्यान में आपका स्वागत है पहले के व्याख्यानों में हमने पहला टूल स्मिथ चार्ट देखा है जिसे माइक्रोवेव इंजीनियर बहुत बार उपयोग करते हैं और उस टूल के साथ हमने यह भी देखा है कि प्रतिबाधा को कैसे मापें और हमने प्रतिबाधा मिलान के लिए विभिन्न समस्याओं को हल किया है हमने प्रतिबाधा मिलान नेटवर्क का डिज़ाइन देखा है अब इस सप्ताह में इन 5 व्याख्यान में माइक्रोवेव इंजीनियर द्वारा उपयोग किए जाने वाले दूसरे उपकरण को देखने की कोशिश की जाएगी जिसे एस पैरामीटर या स्कैटरिंग पैरामीटर कहा जाता है अब उस चर्चा को शुरू करने के लिए पहले व्याख्यान में माइक्रोवेव आवृत्ति पर विद्युत दाब और धारा की अवधारणा देखेंगे अब माइक्रोवेव आवृत्ति की तुलना में कम आवृत्ति पर हम जानते हैं कि सर्किट आयाम या घटक जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाते हैं उनके आयाम कम आवृत्ति में तरंग लंबाई की तुलना में काफी कम होते हैं क्योंकि कम आवृत्ति तरंग लंबाई काफी बड़ी होती है इसलिए आमतौर पर किलोहर्ट्ज़ से मेगाहर्ट्ज़ आवृत्तियों तक जिसका उपयोग हम विभिन्न रजिस्टरों ट्रांजिस्टर डायोड और विभिन्न एम्पलीफायरों इत्यादि के लिए करते हैं जो कि हमने उनसे बनाया था उनका आयाम तरंग लंबाई की तुलना में बहुत कम है यही कारण है कि विद्युत दाब या धारा तरंग के लिए रेखा में 2 अंकों के बीच का चरण अंतर जो ज्यादा नहीं है और यही कारण है कि हम कम आवृत्ति पर विद्युत दाब और धाराओं को विशिष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं और हम मानते हैं कि वहाँ कोई तरंग प्रकार की चीज नहीं है हालांकि स्वाभाविक रूप से तरंग है लेकिन कम पर आवृत्ति तरंग तो विद्युत दाब और धाराएँ संदर्भ समय 0250 विद्युत दाब नियम और धारा नियम के रूप का पालन करती हैं इसलिए कि जब तक और जब तक एक घटक का सामना नहीं किया जाता है तब तक विद्युत दाब और धाराएँ नहीं बदलती है लेकिन वास्तव में एक तरंग के लिए निश्चित रूप से विद्युत दाब और धारा में बदलाव होता है इसलिए हमारे पास कम आवृत्तियों पर 2 सर्किट बिंदुओं के बीच नगण्य चरण की देरी है और हम कम आवृत्ति में ट्रांसमिशन लाइनों को समाक्षीय रेखाओं जैसी संचालन करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और एक लाइन का संचालन करने के लिए विद्युत दाब और धाराओं को परिभाषित करना बहुत आसान है इसलिए विशिष्ट रूप से कम आवृत्ति में भी वे क्षेत्र जो उन 2 चालक ट्रांसमिशन लाइनों को प्रेषित होते हैं वे मुख्य रूप से अनुप्रस्थ विद्युत चुम्बकीय प्रकार हैं या भले ही अनुप्रस्थ विद्युत चुम्बकीय प्रकार नहीं हैं वे अर्ध TEM हैं जिसका अर्थ है TEM के लिए सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए लगभग TEM जैसे कम आवृत्ति पर मैक्सवेल के समीकरण का समाधान वे इलेक्ट्रोडायनामिक मामलों के लिए भी करते हैं साथ ही वे अर्ध स्थिर होते हैं जिसका अर्थ है इलेक्ट्रो स्टैटिक या मैग्नेटो स्टैटिक प्रकार का समाधान इसलिए कम आवृत्ति पर पूरी चीज हालांकि गतिशील है हालांकि फील्ड आधारित हालांकि तरंग आधारित है लेकिन उनका समाधान इलेक्ट्रो स्टैटिक या मैग्नेटो स्टैटिक मामलों की तरह प्रतीत होता है तो वह विद्युत दाब और धाराओं की परिभाषाएं पर्याप्त हैं लेकिन स्पष्ट रूप से उच्च आवृत्ति पर यह ऐसी स्थिति नहीं है जब हमें गैर TEM प्रकार के प्रचार पर विचार करने की आवश्यकता होती है मैक्सवेल के नियमों को विभिन्न तरीकों से हल किया जाता है यही कारण है कि बिजली विभिन्न विधाओं द्वारा पहुँचाया जाता है और हमें मैक्सवेल के समीकरणों और सीमा स्थितियों की मदद से उन समस्याओं को हल करना होगा लेकिन वास्तव में हालांकि मैक्सवेल के समीकरण और इसका समाधान हमें पूरे ब्रह्मांड में बिजली और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सभी जानकारी देता है जिसे आप कह सकते हैं और हम बहुत सटीक हैं लेकिन हमेशा उच्च आवृत्ति डिजाइन में भी हमें माइक्रोवेव आवृत्ति सर्किट डिजाइन की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए कई जानकारी अगर हम अपनी व्यावहारिक आवश्यकता को देखते हैं तो हमेशा एक टर्मिनल आधारित होता है जिससे आप एक जटिल डिजाइन समस्या जान सकते हैं आम तौर पर हम पूरी समस्या पर विचार करके या उसे कई हिस्सों में तोड़कर हल करते हैं और इसीलिए हम खंड आरेख का सहारा लेने की कोशिश करते हैं और जहां एक खंड इसके लक्षण को वर्णन करता है पहले हम तब उस खंड को डिजाइन करते हैं फिर हम उस खंड को जोड़ते हैं और इसलिए व्यावहारिक मामलों में हम टर्मिनलों के एक सेट जानना चाहते हैं जो आम तौर पर वहां उप खंड के द्वार हैं विद्युत दाब और धारा क्या है जो धारा 1 पोर्ट में जा रहा है या ब्लॉक के 1 पोर्ट से बाहर आ रहा है उस खंड के माध्यम से बिजली का प्रवाह क्या है उन पोर्ट टर्मिनलों में प्रतिबाधा क्या है और फिर हम उन टर्मिनलों को ऐसे कई खंड को जोड़ने के लिए जोड़ते हैं यदि आवश्यक हो तो हम उनके प्रतिबाधा स्तर वगैरह और सटीक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र विवरण को संशोधित करते हैं और खंड के अंदर ये सभी बिंदु हमेशा आवश्यक नहीं होते हैं इसलिए इंजीनियर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हम माइक्रोवेव आवृत्ति पर परिभाषित कुछ विद्युत दाब और धारा अवधारणा हो सकते हैं लेकिन इस उच्च आवृत्ति की 1 समस्या यहां परिवहन तंत्र या शक्ति है जो माध्यम से स्थानांतरित हो जाती है जो आमतौर पर वेवगाइड के रूप में होती है जो एक एकल चालक हैं जो 2 चालक नहीं हैं क्योंकि 2 चालक उच्च माइक्रोवेव आवृत्तियों पर हानिप्रद हो जाते हैं तो एकल चालक एक लहर विद्युत चुम्बकीय या अर्ध टीईएम प्रकार की तरंगों का समर्थन नहीं करता है तो यहाँ क्षेत्र गैर TEM है जो मुख्य रूप से अनुप्रस्थ विद्युत और अनुप्रस्थ चुंबकीय मोड के विभिन्न संयोजनों के रूप में है 2 अकेली चालक जैसे वेवगाइड में विद्युत दाब और धारा को परिभाषित करने के लिए 2 टर्मिनल प्राप्त करना बहुत मुश्किल है विद्युत दाब के लिए आपको 2 टर्मिनलों की आवश्यकता होती है इसलिए हम पूर्ण क्षमता को नहीं बल्कि स्थितिज अंतर को मापते तो इसके लिए हमें 2 टर्मिनलों की आवश्यकता होती है इसी तरह अगर धारा 1 टर्मिनल में प्रवेश करता है तो यह दूसरे टर्मिनल पर लौटता है तो इसे परिभाषित करने के लिए 2 चालक या 2 टर्मिनलों की भी आवश्यकता होती है और जाहिर है नेटवर्क की विशेषताएं प्रतिबाधा है इसलिए यदि विद्युत दाब और धारा उस गैर अद्वितीय है क्योंकि यहां विभिन्न बिंदुओं पर तरंग प्रसार के कारण हमारे पास विभिन्न विद्युत दाब और धाराएं हैं तो उच्च आवृत्ति पर प्रतिबाधा भी अद्वितीय नहीं है अब प्रयास है संदर्भ समय 0856 क्या हम एक ही वेवगाइड के इस कठिनाई के बावजूद अकेली चालक की कई मामले कर सकते हैं क्या हम एक समतुल्य तरंग में अद्वितीय विद्युत दाब और धारा को परिभाषित कर सकते हैं क्योंकि यदि हम यह कर सकें तो हम क्षेत्र सिद्धांत की जगह तरंग सिद्धांत का उपयोग कर पाएंगे जाहिर है लहर सिद्धांत एक वितरित सिद्धांत है इसलिए सर्किट सिद्धांत ट्रांसमिशन सिद्धांत के रूप में उस सिद्धांत की सहायता ले सकता है और इसलिए हमारे सटीक क्षेत्र समाधान जो एक वेक्टर समाधान तीन आयामी समाधान है जो बहुत अधिक आसान हो जाएगा तो सवाल यह है कि क्या इस टर्मिनल मात्रा को अब स्पष्ट रूप से अद्वितीय बनाया जा सकता है इस उच्च आवृत्ति पर चरण की देरी अपरिहार्य है जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ हम आवृत्ति के कई प्रकार के आवृत्ति के गीगाहर्ट्ज़ या उच्च आवृत्ति के कई मेगाहर्ट्ज़ से कई सैकड़ों मेगाहर्ट्ज़ हैं तो यहां तक कि एक छोटी सी लंबाई जो काफी अच्छी मात्रा में चरण जोड़ती है इसलिए हम चरण की देरी से बच नहीं सकते और स्पष्ट है कि यहां विद्युत दाब विद्युत दाब की लहर के रूप में क्यों होगा हमें यह पता लगाना होगा कि यह एक घटक में कितना चल रहा है तो विद्युत दाब तरंगों के रूप में विद्युत दाब यहां मौजूद होगा धारा तरंगों के रूप में धारा प्रवाह यहां मौजूद होगा शक्ति भी हम शक्ति तरंगों के संदर्भ में निर्धारित करते हैं जैसा कि हमने देखा है प्रतिबाधा मिलान के मामले में हमने शक्ति तरंगों को दिखाया है और पोर्ट अगर हम बहुत सटीक तरीके से पोर्ट को परिभाषित कर सकते हैं अगर हम टर्मिनल प्लेन को ठीक करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास पोर्ट विद्युत दाब और पोर्ट धारा को परिभाषित करने की कोशिश हो सकती है और जाहिर है अगर हम ऐसा कर सकें तो हम पोर्ट प्रतिबाधा प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यह विभिन्न तरीकों से किए जा सकने वाले समाधानों की अद्वितीयता के कारण हो सकता है तो क्या सबसे अच्छा संभव तरीका है जिसके द्वारा हम विद्युत दाब और धारा को परिभाषित कर सकते हैं यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हम प्रतिबाधा मिलान और अन्य रचनात्मक कार्य कर सकते हैं तो पहले हम एक 2 चालक ट्रांसमिशन लाइन देखते हैं जो समाक्षीय रेखा है जब इसे गीगाहर्ट्ज़ तक बढ़ाया जाता है आजकल यह 10 20 गीगाहर्ट्ज़ तक चला गया है यह बहुत बड़ा है यह एक बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई समाक्षीय रेखा को संशोधित करता है आजकल 20 गीगाहर्ट्ज़ तक भी काम कर सकता है और इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 चालक हैं 1 को सकारात्मक रूप से आवेशित किया जाता है तो एक और नकारात्मक आवेशित किया जाता है और जाहिर है उनके बीच विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होंगे अब अर्ध स्थैतिक अनुप्रस्थ क्षेत्र जैसा कि हमने कहा कि यदि हमारे पास अर्ध स्थैतिक क्षेत्र में 2 संचालक हैं अर्ध स्थैतिक प्रकार के क्षेत्र में भी अन्य गैर TEM तरंगें भी उनका प्रचार करती हैं लेकिन यदि हम अर्ध स्थैतिक क्षेत्र बनाते हैं और तब रेखा समाकल विद्युत दाब जिसे हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की रेखा समाकल है और आम तौर पर अद्वितीय विद्युत दाब की परिभाषा नकारात्मक से सकारात्मक है इसलिए आप सकारात्मक से नकारात्मक चालक कह रहे थे कि अगर हम जाएं तो हम विद्युत क्षेत्र का समाकल लें वह विद्युत दाब है अब 2 चालक रेखा के मामले में यह विद्युत दाब परिभाषा अद्वितीय है इसी तरह हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की बंद रेखा समाकल हमें धारा देती है इसलिए यहां पर जो टर्मिनल धारा सकारात्मक चालक पर बह रहा है अगर हम उस धारा को अद्वितीय रूप में परिभाषित कर सकें ताकि हम एक चालक को समुचित रूप से घेर सकें तो हम विद्युत ताप तथा धारा का अनुपात प्राप्त कर सकते हैं तो इसे प्रतिबाधा के रूप में परिभाषित किया गया है और यह मूल रूप से ट्रांसमिशन लाइन सिद्धांत का क्षेत्र है लेकिन आइए देखें कि आयताकार वेवगाइड आयताकार वेवगाइड को प्रमुख क्षेत्र वितरण के रूप में TE 10 के रूप में यह एक गैर TEM मोड और विद्युत क्षेत्र है अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र में केवल 1 अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र होता है यह वेवगाइड के संकीर्ण आयाम के साथ होता है जिसे आमतौर पर हम y दिशा कहते हैं अभिव्यक्ति दी जाती है भिन्नता x दिशा के साथ होती है भिन्नता आकृति में दर्शाई गई है और यह एक साइनसिकल भिन्नता है तरंग सकारात्मक Z दिशा में प्रचार कर रहा है अब यदि हमारे पास वह विद्युत दाब है जो इस के रेखा समाकल के बराबर है तो हम स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाए गए व्यंजक पर आते हैं यह V विद्युत दाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस पथ को समाकल करने के लिए ले जा रहे हैं और मान भी x और y हैं जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं तो इसीलिए हम कह रहे हैं मान लें कि हम बीच का रास्ता x a 2 चुनते हैं यदि हम y 0 से उस शीर्ष दीवार y b के रेखा समाकल को लेते हैं तो हमें इसका कुछ मूल्य मिलेगा और वह स्पष्ट रूप से बात के बराबर नहीं है यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें x 0 कहने दें इसका मतलब है संकीर्ण दीवार पर तो आपको विद्युत दाब धारा प्रतिबाधा की आवश्यकता है जो कि एक ट्रांसमिशन लाइन के मामले में परिभाषित नहीं हैं तो तरंग क्या है सौभाग्य से माइक्रोवेव शोधकर्ताओं ने इस समस्या से निपटने के लिए तरंग के साथ आए हैं वे कहते हैं कि आप अभी भी विद्युत दाब और धारा को परिभाषित कर सकते हैं लेकिन जाहिर है एक विशेष गैर TEM मोड के लिए इसका मतलब है कि TE10 मोड के लिए TE2 0 मोड के लिए एक विद्युत दाब तथा धारा की परिभाषा होगी TEM10 मोड के लिए एक और विद्युत दाब धारा परिभाषा है एक और धारा विद्युत दाब और धारा परिभाषा वगैरह है अब 3 4 दिशा निर्देश हैं पहले आप हर मोड को जानते हैं आप जानते हैं कि अनुप्रस्थ क्षेत्र क्या है तो विद्युत दाब को अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र के समानुपाती के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए और दूसरा एक धारा है जिसे अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी आनुपातिक बनाया जाना चाहिए अब जाहिर है यह आनुपातिकता निरंतर कई चीजें हो सकती है तो यह विशिष्ट रूप से नहीं कहा जाता है लेकिन फिर इन 2 पर 2 और शर्तें लगाई जाती हैं ताकि पूरी चीज को बहुत ही अनोखा बना दिया जा सके एक चीज तात्कालिक बिजली का प्रवाह विद्युत दाब और धारा के गुणा के बराबर होनी चाहिए और इस विद्युत दाब और धारा का अनुपात जिसे प्रतिबाधा के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए और 2 विकल्प हैं जो प्रतिबाधा है तो तरंग प्रतिबाधा के बराबर परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक मोड में एक मोडल प्रतिबाधा होती है जो कि अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र तथा अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है ताकि बिजली Z दिशा को प्रसारित कर सके जिसे कहा जाता है Z w या लहर प्रतिबाधा तो आप उस प्रतिबाधा बना सकते हैं तो धारा विद्युत दाब को तरंग प्रतिबाधा के रूप में परिभाषित किया जाता है या आप यह सामान्य कर सकते हैं कि यह 2 विकल्प मौजूद हैं तो अगर यह किया जाता है तो एक टर्मिनल में हम विशिष्ट रूप से विद्युत दाब और धारा को परिभाषित कर सकते हैं जाहिर है विद्युत दाब और धारा Z दिशा में एक तरंग के रूप में प्रचारित करेंगे लेकिन टर्मिनल विद्युत दाब और धारा वे अद्वितीय होंगे तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक मनमाना वेवगाइड मोड विद्युत क्षेत्र के अनुप्रस्थ घटक को सामान्य रूप से x y z पर निर्भर करेगा तो इसे आइजनफंक्शन e x y के रूप में लिखा जा सकता है 1 धनात्मक जा रही तरंग e− jβz और अन्य ऋणात्मक तरंगें e jβz हम मान रहे हैं कि यह दोषरहित है यदि यह दोषरहित नहीं है तो इसे γ z और −γ z प्रसार निरंतर होना चाहिए इसी तरह से अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र को भी इस तरह लिखा जा सकता है यह किसी भी वेवगाइड में विद्युत क्षेत्र के अनेक वेवगाइड मोड में विघटन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अब हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र आइजनफंक्शन e x y और चुंबकीय क्षेत्र आइजनफंक्शन h x y वे मोडल प्रतिबाधा jω के माध्यम से संबंधित हैं यह धारा क्षेत्र सिद्धांत है जो धारा में विद्युत दाब धारा बनाता है हम V को एक सकारात्मक विद्युत दाब की तरंग के रूप में लिखते हैं −¿ e jβz ¿ e− jβz V ¿ V V ¿ इसी तरह धारा तरंग को भी आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं 1 आयातित तरंग है एक और परावर्तित तरंग है याद रखें आयातित तरंग और परावर्तित तरंग में शक्ति प्रसार दिशा के कारण उनके बीच एक नकारात्मक संकेत है अब देखें कि समतुल्य विद्युत दाब धारा को परिभाषित करने के लिए दिशा निर्देश हैं 2 पहले बिंदुओं में समतुल्य विद्युत दाब विद्युत अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र के लिए आनुपातिक है यही कारण है कि हम लिखते हैं E x y z जिसे V के रूप में लिखा जाना चाहिए C1 अचल है आइजनफंक्शन होगा लेकिन अन्य भाग हम V के रूप में लिख रहे हैं इसी तरह चुंबकीय क्षेत्र धारा के आनुपातिक है इस मामले में आनुपातिकता अचल C2 है अब हम विद्युत प्रवाह की स्थिति को मजबूर कर रहे हैं कि तात्कालिक विद्युत प्रवाह विद्युत दाब और धारा का गुणा होना चाहिए इसलिए यदि हम समय के हार्मोनिक क्षेत्रों को मानते हैं तो साइनसोइडल क्षेत्र समय हार्मोनिक फ़ील्ड e jωt का एक रूप है तो हम एक औसत बिजली तरंग शक्ति प्रवाह को भी परिभाषित कर सकते हैं अब आयातित शक्ति प्रवाह को लिखा जा सकता है जैसा कि हम जानते हैं इसे इंगित वेक्टर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इंगित वेक्टर की सतह समाकलन तो आधा e jωt से आता है यह एक है पॉइंटिंग वेक्टर है यह प्रति यूनिट क्षेत्र में एक शक्ति तीव्रता शक्ति प्रवाह है जो ds वेक्टर के साथ आदिश गुणनफल है इसलिए उस अभिव्यक्ति को हमने आखिरकार लिखा था हमने इसे भी लिखा था क्योंकि हम जानते हैं कि हमने पहले ही उन चीजों को विद्युत दाब और धारा के समानुपातिक बना दिया है तो विद्युत दाब और धारा के संदर्भ में यह लिखा गया है अब मांग तात्कालिक बिजली प्रवाह VI के बराबर होना चाहिए इसलिए जटिल चीजों के संदर्भ में औसत विद्युत प्रवाह होना चाहिए इसलिए पहला समीकरण शीर्ष समीकरण जो हमने फील्ड और के संदर्भ में लिखा है दूसरा समीकरण इसके बराबर होना चाहिए तो यह 2 अगर हमने समान बनाया है हमें C1 C2 पर 1 स्थिति मिलती है जैसा कि दिखाया गया है कि उनके गुणा कुछ चीजें हैं जो आइजनफंक्शन पर निर्भर करती हैं तो तरंग मोड भिन्नता के आधार पर और ज्यामिति के आधार पर सही मूल्यांकन किया जा सकता है प्रतिबाधा भी होना चाहिए कि इसका मतलब है के बराबर होना चाहिए अब अगर हमारा मतलब है कि फिर से हम कहते हैं कि 2 विकल्प हैं C 1Z TE ∨ Z TM C 2 C 1 1 C 2 हम ट्यूटोरियल में बाद में आने वाली समस्याओं को हल करेंगे हम दूसरी पसंद करेंगे और आपको पहली पसंद भी दिखा सकते हैं तो आमतौर पर क्षेत्र को इस तरह से वर्णित किया जा सकता है कि अनुप्रस्थ क्षेत्र Et अब उन विद्युत दाब और धाराओं के रूप में वर्णित है जैसा कि आप योग देखते हैं का इसी तरह अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र भी के संदर्भ में लिखा जा सकता है समतुल्य धाराएँ वहाँ आप C1 और C2 के मूल्यों के लिए हल कर सकते हैं शक्ति तुल्यता और प्रतिबाधा तुल्यता को लागू करने से उन 2 2 अज्ञात 2 समीकरण होंगे तो आप उनके मूल्यों और उन मूल्यों का पता लगा सकते हैं जिन्हें आप डाल सकते हैं इसलिए विभिन्न मॉडल चीजें जैसे कि विभिन्न मोड संभव हो सकते हैं विशेष रूप से डिसकंटीनिटी वगैरह के पास या उत्तेजना के पास जब हम स्रोत के या लोड के बहुत करीब या किसी डिसकंटीनिटी के बहुत करीब हो तो एकल मोड के बजाय बहुत अधिक विभिन्न उच्चतर मोड होते हैं हम कि विभिन्न मोडल विद्युत दाब और धाराओं के रूप में लिख सकते हैं यह विवरण है और यह पूरा करता है कि आप माइक्रोवेव आवृत्ति में समकक्ष विद्युत दाब और धारा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं जाहिर है यह एक गतिशील समस्या है उच्च आवृत्ति पर इलेक्ट्रो गतिशील समस्या यह कम आवृत्ति विद्युत दाब और करंट के रूप में सरल नहीं है और संदर्भ समय 2650 विद्युत दाब और करंट फ्लो टाइप लेकिन यह किया जा सकता है अब हर मोड में विद्युत दाब और करंट का अपना प्रतिरूप होता है इसलिए यह एक अच्छा कदम है जहां अब हम प्रयास कर सकते हैं इन तक संचरण लाइन सिद्धांत का उपयोग करना इसलिए मैक्सवेल के समीकरण को हल करने के बजाय हम कम जानकारी के साथ दूर हो सकते हैं लेकिन एक व्यावहारिक इंजीनियर के रूप में हम हमेशा सभी सटीक जानकारी चीजों के लिए नहीं बल्कि व्यावहारिक उपयोगी चीजों के लिए जाते हैं तो यह हमें उपयोगी अवधारणा की ओर ले जाने के लिए दिखाया जाएगा जो कि एक दूसरा उपकरण है जो हमारा ध्यान केंद्रित करता है यह श्रृंखला जो अगले व्याख्यान में प्रकीर्णन पैरामीटर है